अभिवादन टेल के मॉड्यूल 2 यूनिट 6 में आपका स्वागत है जो डिजाइन चरण पर है हमने विश्लेषण चरण पूरा कर लिया है हमने प्रत्येक सीओ के लिए नमूना मूल्यांकन आइटम बनाने की आवश्यकता को समझा टैक्सोनॉमी तालिका में पाठ्यक्रम के परिणामों का पता लगाया और जहां भी आवश्यक हो प्रत्येक सीओ को दक्षताओं में विस्तारित किया इस इकाई में हम एडीडीआईई मॉडल की डिजाइन प्रक्रिया से शुरू करेंगे हम उप प्रक्रियाओं को देखते हैं एक इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन के संदर्भ में डिजाइन चरण का फोकस क्या है इस इकाई के परिणाम हैं आकलन की प्रकृति को समझेंगे और डिजाइन चरण की उप प्रक्रियाओं की पहचान करेंगे डिजाइन चरण मुख्य रूप से सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को क्या करने में सक्षम होना चाहिए ओबीई और एनबीए के संदर्भ में पाठ्यक्रम के परिणाम और प्रदर्शन के स्वीकार्य स्तरों की पहचान करने से सम्बन्धित है एनबीए के संदर्भ में पाठ्यक्रम के परिणामों की प्राप्ति के लक्ष्य निर्धारित करना मूल्यांकन असेसमेंट वास्तव में प्रदर्शन का एक उपाय है और मूल्यांकन इवेल्यूएशनमूल्यांकन की व्याख्या है यह सच है कि अक्सर फैकल्टी इन दो शब्दों का परस्पर उपयोग करती है लेकिन दोनो मे से एक उपाय और अन्य मूल्यांकन की व्याख्या है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि मूल्यांकन छात्रों के सीखने को प्रेरित करता है कई लोगों की धारणा है कि मूल्यांकन वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन यह एक ज्ञात तथ्य है कि मूल्यांकन की गुणवत्ता सीखने की गुणवत्ता को प्रभावित करती है मूल्यांकन छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है इसलिए उन्हें इसकी वजह से कभी कभी तनाव भी हो जाता है लेकिन यह प्रशिक्षण के लिए छात्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रमुख साधन है मूल्यांकन छात्रों को बताते हैं कि हम किसे महत्वपूर्ण मानते हैं शिक्षक छात्रों को उनके आकलन के माध्यम से सीखने के लिए मार्गदर्शन करते हैं इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि मूल्यांकन उच्च गुणवत्ता का हो और इससे छात्रों को गहराई से सीखने में मदद और मार्गदर्शन मिले मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक तरह से यह पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों पाठ्यक्रम की सामग्री निर्देशात्मक तरीके और कौशल विकास को जोड़ता है ये सभी मूल्यांकन के माध्यम से एक साथ जुड़े हुए हैं अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी गुणवत्ता मूल्यांकन आवश्यक है

टेस्ट आइटम और प्रश्नों का संबंध क्या है प्रश्न और अतिरिक्त संबंधित जानकारी को आम तौर पर एक परीक्षण आइटम कहा जाता है प्रश्नों के साथ हम कौन सी अतिरिक्त जानकारी या टैग प्रदान कर सकते हैं एक औसत छात्र द्वारा हल करने में लगने वाला समय अपेक्षित है यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि कुल प्रश्न पत्र या मूल्यांकन के अन्य तरीके में इतने प्रश्न या आइटम हो जिन्हे एक औसत छात्र निर्धारित समय सीमा में आराम से उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए एक औसत छात्र द्वारा हल करने में लगने वाले समय का अनुमान लगाना आवश्यक है यह निश्चित रूप से प्रशिक्षक द्वारा एक अनुमान है लेकिन यह मूल्यांकन उपकरण को ठीक से योजना बनाने में मदद करता है यदि पेपर सेटर अलग हैं तो हम मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में एक नमूना उत्तर भी प्रदान कर सकते हैं कुछ संकेत दिए जा सकते हैं हम टैग भी शामिल कर सकते हैं पाठ्यक्रम परिणाम कोड योग्यता कोड संज्ञानात्मक स्तर ज्ञान श्रेणी कठिनाई स्तर वगैरह जब हम एक आइटम बैंक बनाते हैं जैसा कि हम बाद की इकाई में देखेंगे इन टैगों के साथ उस विशेष संदर्भ के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन आइटम्स पर ड्राइंग करके यह कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है

किस प्रकार के आकलन आइटम संभव हैं मूल्यांकन कई तरह से संभव है हमारे पास सवालों के जवाब देने के लिए प्रश्नोत्तरी हो सकती हैं यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक प्रश्नोत्तरी में केवल याद स्तर के ही आइटम नहीं होने चाहिए हालांकि अक्सर ऐसा ही होता है प्रश्नोत्तरी ऐसी होनी चाहिए जिसमे समझ के स्तर या शायद कम कठिनाइयों वाले एप्लाई स्तर के प्रश्न हों उच्च स्तर कठिन हो सकते हैं लेकिन विभिन्न संज्ञानात्मक स्तरों की वस्तुओं वाली एक प्रश्नोत्तरी होना संभव है असाइनमेंट की समस्या हो सकती है अक्सर असाइनमेंट समस्याओं को उच्च संज्ञानात्मक स्तरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह एक टेक होम असाइनमेंट है छात्रों को असाइनमेंट पूरा करने के लिए उचित समय मिलता है हम क्लास टेस्ट जैसे निश्चित समय मूल्यांकन में जो कवर नहीं कर पाएंगे हम उन्हें एक असाइनमेंट में कवर कर सकते हैं फिर भी प्रशिक्षक को स्वतंत्रता है इसलिए यदि वह कुछ निश्चित संख्या में प्रश्नों को याद स्तर पर समझने के स्तर पर चाहता है तो उसे भी असाइनमेंट में शामिल किया जा सकता है हालांकि एक असाइनमेंट में उच्च संज्ञानात्मक स्तर होना अधिक सामान्य है प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग तथा सूक्ष्म स्मॉल और ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं या यह मेजर प्रोजेक्ट भी हो सकता हैं फील्ड वर्क भी संभव है रिपोर्ट लिखी जानी है प्रस्तुतीकरण किया जाना है ये सभी मूल्यांकन आइटम्स के अंतर्गत आते हैं उपयुक्त मूल्यांकन मदों का चयन प्रशिक्षक का विशेषाधिकार है

एक मूल्यांकन उपकरण मुख्यत मूल्यांकन आइटम्स का एक संग्रह है प्रशिक्षक कुछ मूल्यांकन वस्तुओं का चयन करता है उन्हें मूल्यांकन उपकरण बनाने के लिए जोड़ता है आमतौर पर एक प्रश्न पत्र यदि यह एक लिखित रूप मे है लेकिन अन्य मूल्यांकन मदों के साथ भी एक मूल्यांकन उपकरण होना संभव है मैं प्रश्नोत्तरी और प्रश्नों के साथ एक प्रश्न पत्र बना सकता था जिसके लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है इसलिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरणों का होना संभव है प्रशिक्षक को यह तय करना होगा कि वह कौन से मूल्यांकन उपकरण हैं जिनका उन्हें उपयोग करना चाहिए मूल्यांकन उपकरणों की प्रकृति के रूप में संस्थान या विश्वविद्यालय से संभवतः कुछ दिशानिर्देश उपलब्ध होते हैं लेकिन उन दिशानिर्देशों के भीतर प्रशिक्षक को मूल्यांकन उपकरणों को चुनने में निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता है इसलिए उनका उद्देश्य और संदर्भ मूल्यांकन उपकरण की संरचना को निर्धारित करेगा उनमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं उदाहरण प्रश्नोत्तरी मध्यावधि परीक्षण अंतिम परीक्षा समूह परियोजनाएं हैं जैसा कि उल्लेख किया गया है संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा विशेष रूप से मध्यावधि परीक्षा और अंतिम परीक्षाओं जैसे मदों के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं लेकिन इन दिशानिर्देशों के भीतर प्रशिक्षक को उन मदों को चुनने की स्वतंत्रता उपलब्ध है जो मूल्यांकन उपकरण का गठन करते हैं आकलन के प्रकार मोटे तौर पर हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसे डायग्नोस्टिक मूल्यांकन भी कहा जाता है और योगात्मक सम्मेटिव आकलन जहां सीखने का आकलन होता है एक योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य अंततः छात्र को अंक या ग्रेड देना होता है तो यह योगात्मक है और इसका अंतिम ग्रेड या उस विशेष मूल्यांकन से जुड़े अंक हैं फॉर्मेटिव मूल्यांकन में रुचि यह निर्धारित करने में अधिक होती है कि क्या शिक्षण प्रशिक्षक द्वारा इच्छित तरीके से हो रहा है या क्या सीखने में कोई अड़चन है या सीखने में कोई बाधा है जिसके लिए बीच में ही पाठ्यक्रम सुधार की आवश्यकता है या शिक्षण रणनीतियों में परिवर्तन करने की जरूरत है प्रशिक्षक वास्तव में मूल्यांकन का उपयोग एक उपकरण के रूप में यह देखने के लिए कर रहा है कि क्या सीखना अभीष्ट तरीके से हो रहा है इसलिए यह सीखने के लिए आकलन या शिक्षाप्रद आकलन है इन परिणामों का उपयोग आमतौर पर निर्देशात्मक तरीकों या रणनीतियों में बदलाव को प्रभावित करने के लिए किया जाता है यदि यह प्रारंभिक मूल्यांकन के परिणामों द्वारा निर्धारित किया जाता है यह संभव है कि किसी विशेष उपकरण का उपयोग रचनात्मक साधन के साथ साथ योगात्मक साधन दोनों के रूप में किया जाता है उदाहरण के लिए एक कक्षा परीक्षण का उपयोग एक योगात्मक साधन के रूप में किया जा सकता है जो वर्तमान संदर्भ में आम तौर पर होता है लेकिन छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों को रचनात्मक मूल्यांकन के एक भाग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे ये तय हो सकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई कमी तो नहीं है परीक्षण आइटम का व्यापक वर्गीकरण यह होगा कि लिखित परीक्षा आइटम हैं जहां छात्र का प्रदर्शन वास्तव में एक लिखित सबमिशन या प्रदर्शन परीक्षण आइटम के रूप में होता है तो प्रदर्शन परीक्षण आइटम एक प्रस्तुति की तरह कुछ हो सकता है जहां एक प्रदर्शन होता है और जिसे कुछ व्यक्तिपरक फैशन में कुछ हद तक मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है हम अब इसे समझते हैं पहला प्रकार लिखित प्रतिक्रिया प्रकार है आपके पास उससे सम्बन्धित कई विकल्प है मुख्य रूप से उन्हें चयन प्रकार या आपूर्ति प्रकार कहा जा सकता है चयन प्रकार में छात्र को कुछ प्रतिक्रियाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है और छात्र इनमें से एक या अधिक को प्रश्न के उत्तर के रूप में चुनता है एक विशिष्ट उदाहरण बहुविकल्पीय प्रश्न होगा आपूर्ति प्रकार में छात्र को अपनी समझ या लागू प्रक्रिया की दीर्घकालिक स्मृति या अन्य प्रकार के सुरागों के आधार पर उत्तर देना होता है मूल रूप से चयन प्रकार में फिर से एक विस्तृत श्रृंखला होती है मुख्य रूप से विशिष्ट प्रारूप बहुविकल्पी की तरह है लेकिन हमारे पास कई चयन भी हो सकते हैं जहां एक से अधिक सही उत्तर या सही या गलत कथन या मिलान ब्लॉक हैं फिर से मेल खाने वाले ब्लॉकों में हमारे पास एक विकल्प होता है दोनों पक्षों में समान संख्या में आइटम या अलग अलग संख्या में आइटम हो सकते हैं पुन व्यवस्था विशेष रूप से एक अनुक्रम दिया जाता है और अनुक्रम में सही चरण होते हैं लेकिन गलत क्रम में विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह उन्हें उचित ढंग से पुन व्यवस्थित करेगा पुन क्रमित करने का मानदंड अंतर्निहित तर्क या अंतर्निहित अस्थायी अनुक्रम हो सकता है यह एक संभव तरीका है फिर से यह सामग्री पाठ्यक्रम की प्रकृति मूल्यांकन उपकरण की प्रकृति और संदर्भ पर निर्भर करता है कि कौन सा तरीका किस संदर्भ मे उपयुक्त है प्रशिक्षक को यह तय करना होता है कि दिए गए संदर्भ के लिए सबसे उपयुक्त सभी आइटम कौन से हैं चेकलिस्ट हो सकती हैं रेटिंग स्केल हो सकते हैं एक विस्तृत विविधता निश्चित रूप से संभव है रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी रिक्त स्थानों की पूर्ति शब्दों की दी गई सूची में से चुने गए शब्द से चयन प्रकार हो सकता है आपूर्ति प्रकार के कई आइटम काफी प्रचलित हैं विशिष्ट विस्तृत उत्तर प्रश्न जो हम एक परीक्षा या सेमेस्टर के अंत प्रश्न पत्र में पूछते हैं हमारे पास पूर्णता प्रकार भी हो सकता है रिक्त स्थान भरें जहां छात्र द्वारा दिए गए शब्दों का चयन किया जाता है कोई पूर्व सूची नहीं दी जाती है या यह स्केच लेबल संक्षिप्त उत्तर संरचित प्रतिक्रियाएं संख्यात्मक प्रश्न यहां तक कि मौखिक प्रश्न भी हो सकते हैं हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि वाइवा वॉयस एक प्रदर्शन की तरह है क्योंकि वाइवा में प्रदर्शन पहलू के मुख्य तत्व व्यक्तिपरक अनुभव स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है इसमे बॉडी लैंग्वेज जो अशाब्दिक संचार का रूप होता है इन कारकों को समाप्त करना बहुत मुश्किल है अतः कुछ लोग वायवा को एक प्रदर्शन प्रकार के रूप में अधिक मानते हैं लेकिन इसे आपूर्ति प्रकार की वस्तु के रूप में भी देखा जाता है प्रदर्शन प्रकार परीक्षण आइटम आमतौर पर प्रस्तुतियों की तरह होते हैं एक छात्र डायस पर आता है और एक संगोष्ठी प्रस्तुत करता है या परियोजना का सारांश प्रस्तुत करता है यह समूह चर्चा परियोजनाएं सिमुलेशन प्रयोग और प्रोटोटाइप का निर्माण और प्रदर्शन किया जा सकता है क्षेत्र अध्ययन पर किसी प्रकार की प्रस्तुति दी जाती है जैसा कि उल्लेख किया गया है वाइवा वॉयस को एक प्रदर्शन प्रकार माना जा सकता है चीजोंवस्तुओंउपकरणों का परीक्षण किया जा सकता है और परीक्षण के परिणामों का सारांश प्रस्तुत किया जा सकता है इतनी सारी किस्में संभव हैं एक प्रदर्शन प्रकार की प्राथमिक विशिष्ट विशेषता यह है कि केवल प्रतिक्रिया के सही या गलत होने के अलावा और भी बहुत कुछ है इसलिए विचार करने के लिए अन्य पहलू हैं जो अनिवार्य रूप से व्यक्तिपरक हैं लेकिन हमें अनिवार्य रूप से व्यक्तिपरक मूल्यांकन के लिए कुछ निष्पक्षता लाने की आवश्यकता है एक और महत्वपूर्ण बात मूल्यांकन की गुणवत्ता है जो वैधता और विश्वसनीयता पर आधारित है वैधता वह है जो ये बताता है कि मूल्यांकन मे क्या मापा जाता है सैद्धांतिक दृष्टिकोण से वैधता को विभिन्न तरीकों से माना जा सकता है लेकिन हमारे संदर्भ से प्राथमिक ध्यान इस बात पर है कि मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है जो हमें डेटा प्रदान करेगा जिसके आधार पर हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि सीओ किस हद तक प्राप्त किया जा रहा है सीओ अनिवार्य रूप से योग्यता या दक्षताओं का एक समूह है जिसे एक छात्र को हासिल करना और प्रदर्शित करना है हम जानना चाहेंगे कि छात्र ने किस हद तक इन दक्षताओं को हासिल किया है और वह इन दक्षताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम है इसलिए हम मूल्यांकन का उपयोग कर रहे हैं जब तक मूल्यांकन मान्य नहीं होगा छात्रों से प्राप्त प्रदर्शन डेटा उस सीओ की प्राप्ति के स्तर को निर्धारित करने में हमारी कोई मदद नहीं करेगा यदि सीओ दक्षताओं के कुछ सेट बता रहा है लेकिन यदि मूल्यांकन वास्तव में है उन दक्षताओं को संबोधित नहीं करता तो मूल्यांकन साधन वास्तव में मान्य नहीं है हमें जो डेटा मिलता है वह यह निर्धारित करने में हमारे काम का नहीं है कि छात्रों ने किस स्तर तक उन दक्षताओं को हासिल किया है यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक मूल्यांकन उपकरण की वैधता के लिए जाँच की जाए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एनबीए ढांचे के तहत कॉलेजों में गुणवत्ता के लिए मूल्यांकन उपकरणों की जांच के लिए एक समिति होने की उम्मीद है गुणवत्ता के बहुत महत्वपूर्ण कारकों में से एक वैधता है समिति को वास्तव में वैधता के लिए मूल्यांकन उपकरण की जांच करनी चाहिए डेटा प्राप्त करने के मामले में एक अमान्य उपकरण हमारे लिए व्यावहारिक रूप से बेकार है यहां तक कि सेमेस्टर के अंत की परीक्षा के प्रश्नपत्रों को भी कुछ निश्चित मात्रा में गुणवत्ता आश्वासन गतिविधि से गुजरना पड़ता है यहां तक कि अगर यह एक टियर 2 संस्थान है इसका मतलब है अकादमिक रूप से गैर स्वायत्त संस्थान जहां विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर के अंत की परीक्षा आयोजित की जाती है विश्वविद्यालय में ही परीक्षकों का एक बोर्ड होना चाहिए जो वास्तव में सेमेस्टर और परीक्षा को देखता है कागज और गुणवत्ता के लिए जाँच करता है इसलिए वैधता एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और जब तक कि प्रशिक्षक उस योजना की अग्रिम योजना और निष्पादन में काफी सावधानी नही बरतता तब तक मूल्यांकन ओबीई ढांचे के संदर्भ में अधिक उपयोगी साबित नहीं हो सकता है मूल्यांकन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिसे आम तौर पर कई संकायों द्वारा अच्छी तरह से नहीं माना जाता है विश्वसनीयता है वह डिग्री जिसके लिए मूल्यांकन स्कोर सुसंगत हैं यदि छात्रों का एक बैच पाठ्यक्रम से गुजरता है इसके मूल्यांकन से हमें कुछ निश्चित प्रदर्शन डेटा मिलता है और यदि दूसरा बैच उसी पाठ्यक्रम से गुजरता है और हमारे पास उनके मूल्यांकन से प्रदर्शन का डेटा है और यदि प्रदर्शन डेटा समान है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों बैचों में सीखने का स्तर भी समान है इसे देखने का एक और तरीका है एक बैच में हमने देखा है कि प्राप्ति का स्तर लक्ष्य से कम है जिसका अर्थ है कि हमने अगली बार प्राप्ति के स्तर में सुधार के लिए कुछ कार्य योजनाओं को शामिल किया है हमें प्रदर्शन डेटा मिलता है जो प्राप्ति के स्तर में सुधार दर्शाता है क्या हम कह सकते हैं कि वास्तव में सीखने में सुधार हुआ है या बेहतर प्रदर्शन डेटा खराब मूल्यांकन के कारण है हमारा आकलन किस हद तक इस मायने में विश्वसनीय है कि अलग अलग बैचों से अलग अलग समय पर प्राप्त अंकों में एक निश्चित स्थिरता होती है वे डेटा को इंगित करते हैं जो अनिवार्य रूप से सीखने को दर्शाता है इसका मतलब है कि प्रशासित मूल्यांकन उपकरण छात्रों के प्रदर्शन को निकालने के मामले में उनकी प्रकृति में कमोबेश समान हैं विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण है लेकिन कुछ प्रक्रिया चरणों का पालन करके विश्वसनीयता का आश्वासन दिया जा सकता है मूल्यांकन की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से यह निर्धारित करेगी कि छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के मामले में प्रदर्शन डेटा हमारे लिए कितना उपयोगी है इस अवधारणा मानचित्र में योगात्मक मूल्यांकन की गुणवत्ता दिखाई गई है वैधता और विश्वसनीयता योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है वैधता वह डिग्री है जिस तक साक्ष्य और सिद्धांत मूल्यांकन उपकरणों के प्रस्तावित उपयोग के लिए मूल्यांकन स्कोर की व्याख्या का समर्थन करते हैं मुख्य शब्द प्रस्तावित उपयोग है यदि हम सीओ प्राप्ति स्तरों को निर्धारित करने के लिए इस डेटा का उपयोग कर रहे हैं तो वास्तव में यह डेटा सीओ प्राप्ति स्तर निर्धारित करने के लिए मान्य होना चाहिए यह योगात्मक मूल्यांकन या किसी विशेष मूल्यांकन साधन की वैधता है विश्वसनीयता विभिन्न बैचों में समान मूल्यांकन उपकरणों को प्रयोग करके स्कोर की निरंतरता है वैधता और विश्वसनीयता दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों को कुछ प्रक्रिया चरणों का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है ये प्रक्रिया कदम हैं पहले अच्छी तरह से परिभाषित पाठ्यक्रम परिणाम जिन्हें आवश्यकतानुसार दक्षताओं तक विस्तारित किया जा सकता है और इन पाठ्यक्रम परिणामों को पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों को भी जाए एक अच्छी तरह से परिभाषित मूल्यांकन पैटर्न यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मूल्यांकन सीओ को उचित संज्ञानात्मक स्तरों पर ठीक से कवर करता है हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे मूल्यांकन पैटर्न के अनुसार एक आइटम बैंक जो एक मूल्यांकन उपकरण बनाना अपेक्षाकृत आसान बनाता है जो वैध और विश्वसनीय हो एक चुने हुए कठिनाई स्तर के लिए एक परिभाषित मूल्यांकन का साधन हो कठिनाई स्तर हम फिर से चर्चा करेंगे जटिलता स्तर से अलग है अर्थात यदि आपके पास समझ के स्तर पर एक मूल्यांकन आइटम है और दूसरा एप्लाई स्तर पर है आवेदन उच्च जटिलता स्तर पर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह उच्च कठिनाई स्तर पर है किसी दिए गए जटिलता स्तर पर हमारे पास विभिन्न कठिनाई स्तरों के मूल्यांकन आइटम हो सकते हैं आवेदन के समान स्तर पर हमारे पास एक ऐसी वस्तु हो सकती है जो बहुत कठिन कम कठिन मध्यम कठिन हो जैसे विभिन्न कठिनाई स्तर संभव हैं प्रशिक्षक को मूल्यांकन मदों के कठिनाई स्तरों पर निर्णय लेना चाहिए जिन्हें वह मूल्यांकन उपकरण में उपयोग करने की योजना बना रहा है इन प्रक्रिया चरणों को सुनिश्चित करके हम योगात्मक मूल्यांकन की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकते हैं मूल्यांकन में व्यवस्थित और यादृच्छिक त्रुटियों से बचकर विश्वसनीयता भी सुनिश्चित की जाती है जब मूल्यांकन को यथासंभव स्वचालित किया जा सकता है या जब मूल्यांकन एक संकाय द्वारा अच्छी तरह से स्थापित समाधान पैटर्न के खिलाफ किया जाता है तब इस तरह की त्रुटियों होने की संभावना रहती है गुणवत्ता मूल्यांकन सुनिश्चित करने में वैधता और विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके लिए उचित मात्रा में योजना बनाने की आवश्यकता होती है हम देखेंगे कि किस प्रकार की योजना की आवश्यकता है लेकिन यह योगात्मक मूल्यांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कभी कभी लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या विश्वसनीयता वास्तव में एक प्रासंगिक मुद्दा है क्योंकि एक शिक्षक ज्यादातर एक ही कॉलेज में दूसरी बार एक ही कोर्स नहीं पढ़ाता उच्च स्तरीय संस्थानों की एक छोटी संख्या को छोड़कर अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की काफी कमी है बाहरी पेपर सेटर वैधता के सभी मानदंडों का पालन नहीं कर सकता है संबद्ध विश्वविद्यालय प्रणाली में यदि सभी संबंधित व्यक्ति नए शिक्षक बाहरी पेपर सेटर्स इन सभी चरणों का पालन करें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक प्रक्रिया होनी चाहिए और सभी को उन प्रक्रिया चरणों का पालन करना चाहिए यदि ऐसा होता है तो वैधता का मुद्दा और विश्वसनीयता की आवश्यकताएं स्वतः पूरी हो जाती हैं इसका अनिवार्य रूप से मतलब यह है कि यदि हम एक प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं इसे ठीक से लागू कर सकते हैं और सभी प्रासंगिक लोग नए शिक्षक संकाय बाहरी पेपर केंद्र ये सभी प्रक्रिया के चरणों का ठीक से पालन करते हैं तो हमें वैधता और विश्वसनीयता दोनो ही मिल पाती है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया को ठीक से लागू किया जाए यह संकाय की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार के बाहरी नियम थोपने जैसा लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है यह अनिवार्य रूप से है संकाय को काफी स्वतंत्रता देता है लेकिन प्रक्रिया कदम यह सुनिश्चित करते हैं कि संकाय जो करता है उसका परिणाम गुणवत्ता मूल्यांकन में होता है इसे एक तरह के स्ट्रेटजैकेट के रूप में या संकाय की स्वतंत्रता पर एक प्रकार के प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे योगात्मक मूल्यांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया पहल के रूप में देखा जाना चाहिए उस नजरिए से देखा जाए तो फैकल्टी को उस प्रक्रिया के कदम को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए संस्थान या विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रक्रिया को ठीक करना संभव है लेकिन हमारे पास एक प्रक्रिया होनी चाहिए फिर मूल्यांकन स्कोरिंग है आम तौर पर १ २ ५ १० या अधिक अंकों की भिन्नता की उचित मात्रा होती है लेकिन कई सेमेस्टर के अंत प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार के पैमाने होते हैं 12 अंक भी 8 अंक ये सब संभव है लेकिन बाद में हम देखेंगे कि संस्थान या विश्वविद्यालय में एक निश्चित प्रकार के मानकीकरण होने से एक अच्छा आइटम बैंक बनाने के मामले में कुछ स्वतंत्रता है लेकिन फिर से यह एक नीतिगत मामला है लेकिन अगर इसका ध्यान रखा जा सकता है तो हम अपेक्षाकृत कम प्रयास के साथ गुणवत्ता मूल्यांकन बना सकते हैं जब हम प्रदर्शन उन्मुख मदों का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हों तो हमें रूब्रिक की आवश्यकता होती है रूब्रिक क्या है यह एक प्रदर्शन के व्यक्तिपरक मूल्यांकन के लिए एक स्कोरिंग उपकरण है जैसे कोई छात्र प्रस्तुति देता है प्रस्तुति की गुणवत्ता न केवल वास्तविक सामग्री से मापी जाती है बल्कि कई अन्य कारक भी हैं जो प्रस्तुति को अच्छा बनाते हैं वे सभी विशेषताएँ क्या हैं जो प्रस्तुति को अच्छा बनाती हैं और फिर हम उन्हें कैसे मापते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं वे सभी रूब्रिक के विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अनिवार्य रूप से यह व्यक्तिपरक है रूब्रिक के साथ भी व्यक्तिपरकता पूरी तरह समाप्त नहीं होती है लेकिन यह एक उद्देश्य ढांचा प्रदान करती है और इसे पारदर्शी बनाती है और यह एक प्रकार की संरचना भी बनाती है जो छात्र के लिए भी सहायक होती है जब छात्र को रूब्रिक के बारे में बताया जाता है तो छात्र जानता है कि वे कौन से गुण हैं जिन पर उसका मूल्यांकन किया जा रहा है इससे छात्र को मूल्यांकन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट रूप से समझने और उसके अनुसार तैयारी करने में भी मदद मिलेगी रूब्रिक मानदंड और मानकों का एक समूह है जो दक्षताओं से जुड़ा हुआ है जिसका उपयोग प्रदर्शन परीक्षण वस्तुओं पर छात्र की प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए किया जाता है आमतौर पर एक संगोष्ठी प्रस्तुति या एक परियोजना कार्य प्रस्तुति की तरह रूब्रिक निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार मानकीकृत मूल्यांकन की अनुमति देते हैं ग्रेडिंग को सरल और अधिक पारदर्शी बनाना और जब इन्हें छात्रों के सामने संप्रेषित किया जाता है अर्थात जब छात्रों को रूब्रिक का संचार किया जाता है छात्रों को पता होता है कि उनका मूल्यांकन किस आधार पर किया जा रहा है और वे उसी के अनुसार तैयारी कर सकते हैं यदि पूरी प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाती है तो अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिपरक मूल्यांकन अब अधिक पारदर्शी हो गया है इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी भी व्यक्तिपरक है लेकिन एक अधिक पारदर्शी ढांचा आधारित मूल्यांकन है यह रूब्रिक का लाभ है और वहाँ एक वेबसाइट है जिसका उल्लेख वहाँ किया गया है rubistar4teachersorg जिसमें विभिन्न प्रकार के रूब्रिक वस्तुओं की किस्मों के लिए पाठ्यक्रमों की किस्मों के लिए है उन्हें दिशानिर्देश के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कई विश्वविद्यालयों के कई अन्य शिक्षा केंद्र इस बारे में कुछ दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि इन रूब्रिकों का निर्माण कैसे किया जा सकता है जैसे कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय का शिक्षण केंद्र कई अन्य विश्वविद्यालय ऐसे दिशानिर्देश प्रदान करते हैं जिनके आधार पर रूब्रिक का निर्माण किया जा सकता है लेकिन रूब्रिक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे पहले बनाए गए हैं इसका मतलब है रूब्रिक मौजूद हैं और दूसरा रूब्रिक छात्रों के साथ साझा किए जाते हैं रूब्रिक को प्रभावी बनाने के लिए यह एक अनिवार्य पहलू है एक उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि हम प्रेजेंटेशन का मूल्यांकन कैसे करते हैं इसके लिए रूब्रिक में मुख्य रूप से उच्चतम स्तर पर 3 श्रेणियां हो सकती हैं वह सामग्री जो आमतौर पर पाठ्यक्रम पर आधारित होती है लेकिन ऐसे अन्य पैरामीटर हैं जिन पर मूल्यांकन होता है वे मुखर कौशल और अशाब्दिक कौशल हो सकते हैं अशाब्दिक कौशल में हम आँख से संपर्क कर सकते हैं चेहरे के भाव मुद्रा कई अन्य विशेषताएँ हो सकती हैं जिन्हें आप सूचीबद्ध करना चाहते हैं मुखर कौशल में आपके पास उत्साह और मुखर विराम हो सकते हैं उह वेल उम आह प्रस्तुति के दौरान हम जिस तरह के ठहराव करते हैं वे कितनी बार होते हैं क्या वे प्रवाह की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं क्या वे संचार की सुगमता को बाधित कर रहे हैं किसी के पास फिलर शब्द जैसे पैरामीटर हो सकते हैं जिनका लोग उपयोग करते हैं या वाक्य रचना के संदर्भ में पूर्णता और छात्र द्वारा उपयोग किए गए वाक्यों के शब्दार्थ आदि इन विशेषताओं को संकाय द्वारा सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और छात्रों को सूचित किया जाना चाहिए वास्तविक सामग्री घोषित विषय समय सीमा निश्चित समय दिया गया है छात्र द्वारा किस समय सीमा को बनाए रखा जा रहा है किस प्रकार के विजुअल एड्स का उपयोग किया जा रहा है क्या सामग्री अनुपालन हो रहा है और सामग्री की व्यावसायिकता और प्रस्तुतीकरण इस तरह की कई विशेषताएँ हो सकती हैं और उन्हें पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है जो कि पदानुक्रम के शीर्ष पर हमारे पास अशाब्दिक कौशल है जिसे निचले स्तर में विभाजित किया जाता है जैसे आँख से संपर्क चेहरे का भाव मुद्रा हावभाव आदि प्रत्येक के लिए प्रदर्शन के कुछ स्तरों को सूचीबद्ध विशेषताओं को निर्धारित करना होगा प्रदर्शन का स्तर लगभग 3 से 5 हो सकता है क्योंकि प्रदर्शन का स्तर जितना अधिक होता है उसका मूल्यांकन करना उतना ही कठिन और बोझिल होता है प्रदर्शन के स्तर कम मूल्यांकन बहुत मोटे होंगे प्रत्येक स्तर के लिए हमें यह वर्णन करना चाहिए कि किस स्तर पर छात्र के प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है उदाहरण के लिए आँख से संपर्क उस विशेष विशेषता के लिए आवंटित अधिकतम अंक 3 हैं प्रदर्शनमानदंडों का वर्णन करें कि एक छात्र को किन परिस्थितियों में पूरे 3 अंक मिलते हैं छात्र यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकता है कि इस मानदंड को संप्रेषित करते समय उसके प्रदर्शन में इस विशेष विशेषता को ध्यान में रखा जाए इस तरह के रूब्रिक तैयार करने और उन्हें छात्रों के साथ साझा करने से छात्रों को प्रदर्शन से संबंधित उन्मुख परीक्षण वस्तुओं के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमारे पास होना चाहिए कठिनाई मूल्यांकन मदों का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू अक्सर कुछ फैकल्टी इसे एक तरह के स्पष्टीकरण के रूप में देते हैं कि उन्होंने जो मूल्यांकन आइटम बनाए हैं वे कम जटिलता के स्तर पर क्यों हैं यदि सीओ लाग स्तर पर है तो वे समझ के स्तर पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे छात्र कमजोर छात्र हैं वे एप्लाई स्तर पर उत्तर नहीं दे पाएंगे यह कठिनाई स्तर और जटिल स्तर के बीच भ्रम के परिणामस्वरूप होता है ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं जटिलता संज्ञानात्मक स्तर को संदर्भित करती है लेकिन कठिनाई स्तर छात्र द्वारा किए गए प्रयास की मात्रा समस्या को हल करने में लगने वाले समय संज्ञानात्मक भार तथ्यों की संख्या को संदर्भित करता है इसमें अवधारणाओं की संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए लेकिन एक ही संज्ञानात्मक स्तर पर इसका मतलब है कि लागू संज्ञानात्मक स्तर पर ही मेरे पास अब विभिन्न कठिनाई स्तरों के मूल्यांकन आइटम हो सकते हैं हम उन्हें किसी भी स्तर में वर्गीकृत कर सकते हैं लेकिन आमतौर पर लोग उन्हें 3 स्तरों में वर्गीकृत करते हैं बहुत कम कठिनाई स्तर मध्यम कठिनाई स्तर उच्च कठिनाई स्तर किसी दिए गए संज्ञानात्मक स्तर पर विभिन्न कठिनाई स्तरों पर मूल्यांकन मदों का निर्माण करना संभव है छात्रों के साथ न्याय करने के लिए उन्हें अच्छी तरह से सीखने में मदद करने के लिए यह बेहतर है कि हम संज्ञानात्मक स्तर से जुड़े रहें हम जटिलता से समझौता न करें हम संज्ञानात्मक स्तर पर टिके रहें लेकिन उस संज्ञानात्मक स्तर पर हम कम कठिनाई के मूल्यांकन आइटम बना सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमें अपने छात्रों से यही चाहिए लेकिन संज्ञानात्मक स्तर पर समझौता करना छात्रों के लिए एक अहितकारी होगा कठिनाई का स्तर सामग्री कार्य और संरचना की विशेषता है उदाहरण एक ही संज्ञानात्मक स्तर पर तीन अलग अलग कठिनाई स्तरों के प्रश्न पूछे जाते हैं पहली कम कठिनाई है दूसरी मध्यम कठिनाई है और तीसरी उच्च कठिनाई स्तर है वे सभी केवल समय अवधि निर्धारित करने से संबंधित हैं जो मूल रूप से लागू होने के संज्ञानात्मक स्तर पर है लंबाई 1 मीटर के एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि इतना आम है लेकिन सबसे कम कठिनाई स्तर में आपने अभी अभी पृथ्वी की सतह पर इस समयावधि की गणना के लिए कहा है दूसरे में एक ही जानकारी की गणना की जानी है अब लोलक को एक लिफ्ट में रखा गया है जो 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से ऊपर की ओर बढ़ रही है यह एक ही संज्ञानात्मक स्तर को बनाए रखते हुए उच्च कठिनाई स्तर पर है तीसरा भी समान है लंबाई 1 मीटर के एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि निर्धारित करना लेकिन अब संदर्भ बॉब के दसवें घनत्व के गैर चिपचिपा माध्यम में डूबा हुआ बॉब है और लिफ्ट में रखा गया है जो चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ ऊपर की ओर यह दूसरे की तुलना में उच्च कठिनाई स्तर है लेकिन ये सभी एक ही संज्ञानात्मक स्तर पर हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम संज्ञानात्मक स्तर का त्याग न करें लेकिन हम कठिनाई स्तरों के संदर्भ में प्रश्न को कम कर सकते हैं जटिलता उच्च संज्ञानात्मक स्तरों को संदर्भित करती है कठिनाई को उच्च संज्ञानात्मक स्तरों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए उच्च संज्ञानात्मक स्तरों पर निम्न स्तर की कठिनाई परीक्षण आइटम हो सकते हैं यदि कठिनाई के नाम पर प्रासंगिक संज्ञानात्मक स्तरों के परीक्षण मदों को शामिल नहीं किया जाता है तो यह एक असावधानी होगी यह केवल एक बहाना और अपकार बन जाता है उसी संज्ञानात्मक स्तर पर हम आकलन मद की कठिनाई को कम कर सकते हैं एक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के संदर्भ में एक डिजाइन चरण की उप प्रक्रियाएं प्रस्तावित उप प्रक्रियाएं और उनके अनुक्रम हैं पहले मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का चयन जिसे हमअगली इकाई में देखेंगे सीओ प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करना मूल्यांकन पैटर्न और मूल्यांकन उपकरणों को डिजाइन करना यह आकलन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए जो सीखने की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है आइटम बैंक बनाना अभ्यास मूल्यांकन के उन पहलुओं की सूची बनाएं जिन्हें इस इकाई में संबोधित नहीं किया गया है लेकिन फिर भी आपके पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक माना जाता है अपने पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के संबंध में एडीडीआईई के डिजाइन चरण में शामिल करने के लिए आवश्यक किसी भी विभिन्न उप प्रक्रियाओं का वर्णन करें इस अभ्यास के परिणामों को taleiistagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद अगली इकाई में हम डिजाइन चरण उप प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे उस इकाई का परिणाम होगा सीओ प्राप्तियों के लिए मूल्यांकन और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रौद्योगिकी के चयन की उप प्रक्रियाओं को समझना सीओ प्राप्ति के लिए लक्ष्य का चयन करना गुणवत्ता सुधार एनबीए प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है हम सीओ प्राप्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं हम पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं उन स्तरों को प्राप्त करने के लिए निर्देशात्मक वितरण डिजाइन करें हम आकलन के माध्यम से वास्तविक प्राप्ति स्तरों को मापते हैं यदि वास्तविक प्राप्ति लक्ष्य के अनुसार है तो हम प्राप्ति स्तर के लक्ष्यों को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं लेकिन यदि आप किए लक्ष्य स्तरों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो हमें उसके कारणों को देखना होगा और उस के लिए उपाय करने का प्रयास करना होगाताकि अगला बैच इच्छित लक्ष्य स्तरों को प्राप्त कर सके जो कि गुणवत्ता लूप को पूरा करेगा यह छात्रों द्वारा सीखने की गुणवत्ता में सुधार का सार है ऐसा करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि मूल्यांकन हमें डेटा प्रदान करे जो वास्तव में इस गुणवत्ता लूप को बंद करने के लिए हमारे लिए उपयोगी है जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है कि मूल्यांकन वैध और विश्वसनीय होना चाहिए इसके लिए कुछ प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है यही हम डिजाइन चरण में चर्चा कर रहे हैं और हम इसे अगली इकाई में जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपसे फिर मिलेंगे